पादप विकासात्मक जीवविज्ञान के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम अभी भी अध्ययनरत पौधे विकास के लिए आणविक आनुवंशिकी दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए यदि मैं पिछली कक्षा को याद करता हूं तो हम पौधे में एक विशेष विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए रिवर्स जेनेटिक्स आधारित दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कवर किया है कि किसी विशेष जीन की पहचान कैसे की जाती है इसके कार्य का अध्ययन करने के लिए किसी विशेष जीन का चयन कैसे किया जाता है फिर विकास के किसी विशेष चरण में या किसी विशेष अंग और ऊतक में इसके अंतर के साथ साथ अस्थायी और स्थानिक अभिव्यक्ति पैटर्न का विश्लेषण कैसे करें तो हमने मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों के साथ कार्यात्मक अध्ययन के लिए इस जीन को लिया है हमने फ़ंक्शन दृष्टिकोण के लाभ और फ़ंक्शन दृष्टिकोण के नुकसान का अध्ययन किया है अब इसलिए हमारे पास एक जीन है हमारे पास इसका कार्य है हम जानते हैं कि जब हम इस जीन को डाउन रेगुलेट करते हैं या जब हम इस जीन को साइलेंट करते हैं तो इस जीन के किस प्रकार के फेनोटाइप हैं और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक फेनोटाइप है या हम जानते हैं कि अगर हम इस जीन को एक्टोपिक रूप से ओवर एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है अब अगला भाग जो शेष है वह यह है कि यदि आपके पास एक जीन है तो इंटरेक्शन अध्ययन या तंत्र क्या है तो कार्रवाई का तरीका क्या है एक विशेष जीन एक विशेष प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित कर रहा है यह महत्वपूर्ण है एक विशेष विकास प्रक्रिया आमतौर पर एकल जीन द्वारा विनियमित नहीं होती है तो आप कई जीनों की पहचान कर सकते हैं जिनके समान फेनोटाइप या समान फ़ेनोटाइप हो सकते हैं फिर अध्ययन कैसे करें किस तरह का इंटरेक्शन है एक विशेष विकासात्मक प्रक्रिया में उन सभी जीनों का किस तरह का संबंध है आइए हम मान लें कि यदि आपके दो जीन हैं और यदि आपको एक ही फेनोटाइप के साथ दोनों जीनों के फंक्शन म्यूटेंट का नुकसान होता है यदि आप देखते हैं कि दोनों म्यूटेंट्स में फेनोटाइप एक समान हैं तो पहला सवाल यह है कि क्या दोनों म्यूटेशन एक ही जीन में है या फिर अलग अलग जीन में है इस संभावना को कैसे दूर करें यह आप आनुवंशिक इंटरेक्शन का अध्ययन करके कर सकते हैं इसलिए यदि एक उत्परिवर्ती जो m1 है और एक अन्य उत्परिवर्ती जो कि m2 है दोनों में एक ही फेनोटाइप है दोनों ही फंक्शन म्यूटेंट के रिसीशिव लॉस हैं और हमें मान लेते हैं कि फेनोटाइप शॉर्ट रूट है यदि मैं एक क्रॉस बना सकता हूं और यदि दोनों उत्परिवर्तन एक ही स्थान पर हैं तो क्या होने वाला है आप जानते हैं कि एक जीन के लिए दो लोकी मौजूद हैं और यदि ये उत्परिवर्तन एक ही जीन में हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं न कहीं यह उत्परिवर्तन है यहां उत्परिवर्तन की साइट अलग हो सकती है लेकिन एक ही जीन में और यदि आप एक क्रॉस बनाते हैं और एफ 1 पीढ़ी पर जाते हैं तो आपके पास क्या मिलने वाला है आप एक उत्परिवर्ती से एक एलील और दूसरे म्यूटेंट से दूसरे एलील के लिए जा रहे हैं लेकिन इस हेटेरोजाईगयस एफ 1 पौधे में दोनों एलील बाधित हैं तो आपको उत्परिवर्ती फेनोटाइप के साथ एफ 1 पौधे मिलेगा यदि यह मामला है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों स्वतंत्र उत्परिवर्तन वहां उत्परिवर्तन साइट एक ही जीन मे है दूसरी ओर यदि इस म्युटेंट म्यूटेशन में यदि हम यह मान लेते हैं कि जीन A में और यहां दूसरे जीन B जो कि विकासात्मक प्रक्रिया में उसी तरह की भूमिका निभा रहा है और दूसरे म्युटेंट में यदि म्यूटेशन जींस में है लेकिन दोनों होमोजाईगयस है तो जब आप उनको क्रॉस करते हैं और F1 पीढ़ी में जाते हैं तो आपको जीन A यहां से गायब मिलेगा लेकिन आपके पास A का एलील नॉर्मल के रूप में दूसरे पौधे से मिलेगा यहां आपको इस पौधे से जीन बी एलील नॉर्मल मिलेगा लेकिन यहां आप बी बाधित करने जा रहे हैं लेकिन इस हेटेरोजाइट्स में क्या होगा कि जीन की दोनों जंगली प्रकार की प्रतियां उत्परिवर्ती फेनोटाइप को पूरक करेगी जिसका मतलब है कि एफ 1 में कोई फेनोटाइप नहीं मिलेगा इस तरह का आनुवांशिक विश्लेषण आप करते हैं और आप बता सकते हैं कि दोनों म्यूटेंट एक ही जीन में हैं या अलग जीन में आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन क्या हैं पहली बातचीत आनुवंशिक बातचीत है अगर आनुवंशिक रूप से दो जीन बातचीत कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगर दो जीनों के लिए दो उत्परिवर्तन हैं जो समान विकास पथ को विनियमित कर रहे हैं हम उदाहरण लेते हैं कि यदि दोनों रूट की लंबाई को नियंत्रित कर रहे हैं तो क्या वे एक ही रास्ते में काम कर रहे हैं क्या वे अलग अलग रास्तों में काम कर रहे हैं यह हम आनुवंशिक विश्लेषण करके हल कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं आप कॉम्बिनेटरियल म्यूटेंट बना सकते हैं आप दोनों म्यूटेंट को जोड़ सकते हैं और फेनोटाइप को देख सकते हैं हम उदाहरण देखेंगे एक और चीज जिसे आप म्यूटेंट की पहचान कर सकते हैं दबा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं तो आप एक म्यूटेंट लेते हैं और फिर उसे म्यूटाजीनाइज करते हैं और एक और डबल म्यूटेंट खोजने की कोशिश करते हैं जहां या तो पिछले उत्परिवर्ती फेनोटाइप को बढ़ाया जाता है या दबा दिया जाता है और फिर आप आनुवंशिक विश्लेषण के माध्यम से उनका इंटरेक्शन स्थापित करते हैं तो इस तरह के इंटरेक्शन को आनुवंशिक इंटरेक्शन कहा जाता है फिर दूसरी बात यह है कि अगर वे आनुवंशिक रूप से परस्पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या वे शारीरिक रूप से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं इसलिए यहां बहुत से ट्रांसक्रिप्शन कारक है बहुत अच्छे विकासात्मक रेगुलेटर है जो कि सीधे तौर पर इंटरेक्ट करते हैं जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन और वे उच्च स्तर के कॉन्प्लेक्स बना सकते हैं और वास्तव में यह कॉन्प्लेक्स प्रक्रिया को रेगुलेट कर रहा है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का अध्ययन कैसे करें दूसरा है प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन अथवा RNA इंटरेक्शन हमें मान लेते हैं कि यदि आप का विकासात्मक रेगुलेटर एक ट्रांसक्रिप्शन कारक है जिसका मतलब है इसके कार्य के लिए यह जाकर किसी DNA एलिमेंट से बाइंड करेगा दो तरह के जीन हो सकते हैं पहला जीन जिसको आपका ट्रांसक्रिप्शन कारक सीधे तौर पर रेगुलेट कर रहा है यह फिजिकली प्रमोटर के साथ अथवा आपके जीन के CIS रेगुलेटरी तत्व के साथ बंध रहा है और अपने स्वभाव के अनुसार एक्सप्रेशन को सक्रिय अथवा निष्क्रिय कर रहा है या फिर यह सीधे तौर पर अरे क्यों लेट कर रहा है सीधे तौर पर रेगुलेशन के मामले में आपका ट्रांसक्रिप्शन कारक X जीन A को रेगुलेट कर रहा है और तब जीन A जीन B को रेगुलेट कर रहा है इसलिए यदि आप X को लेते हैं X के साथ B भी X के द्वारा रेगुलेटेड होता है लेकिन X B को प्रत्यक्ष रूप से रेगुलेट नहीं कर रहा है यह अप्रत्यक्ष रूप से B को रेगुलेट कर रहा है इस तरह के अनुवांशिक रेगुलेटरी फिजिकल इंटरेक्शन के आधार पर आप यह समझ सकते हैं आप बना सकते हैं कि रेगुलेटरी नेट वर्क की आधारशिला क्या है आप सह अभिव्यक्ति विश्लेषण की सहायता भी ले सकते हैं यदि आप एक विशेष दल अथवा विशिष्ट विकासात्मक चरण को देखते हैं और पहचानते हैं कि वह कौन से जीन है जो कि को एक्सप्रेस सह अभिव्यक्ति हुए हैं तो मूल रूप से आप यह जान सकते हैं कि यदि दोनों एक ही कोशिका या एक ही उत्तक में उपस्थित है तो यहां पर उनके बीच में इंटरेक्शन हो सकता है जेनेटिक इंटरैक्शन तो जैसा कि मैंने कहा कि आप या तो उन मोडीफायर की पहचान कर सकते हैं जो या तो सप्रेशर या इनहैंसर हो सकते हैं मान लें कि आपके पास एक उत्परिवर्ती है जहां उत्परिवर्तन इस विशेष जीन में है और अगर आप इसको लेकर एक सप्रेशर म्युटेंट की पहचान करने की कोशिश करते हैं यदि आप फिर से उत्परिवर्तित करते हैं तो संभावना है कि एक अन्य उत्परिवर्तन जो एक ही साइट पर या उसी जीन में होता है या अलग साइट पर और दूसरे म्यूटेंट इस विशेष जीन के कार्य को बहाल कर सकते हैं इस तरह के म्यूटेंट को इंट्रेजेनिक सप्रेसर कहा जाता है एक और संभावना यह है कि आपके पास एक उत्परिवर्ती है आपके पास एक फेनोटाइप है अब दूसरा म्यूटेशन जिसे आप पूरी तरह से स्वतंत्र या अलग जीन में पहचानते हैं और यदि यह उत्परिवर्तन इस म्यूटेंट के फेनोटाइप को सप्रेस कर रहा है तो इसे एक्सट्रैजेनिक कहा जाता है तो आप एक्सट्रेजेनिक म्यूटेशन की पहचान कर सकते हैं आप उनकी आनुवंशिक इंटरेक्शन को स्थापित कर सकते हैं आप उनकी फिजिकल इंटरेक्शन स्थापित कर सकते हैं आप उनकी रेगुलेटरी इंटरेक्शन स्थापित कर सकते हैं और यह समझने की कोशिश कर सकते हैं की काम करने का तरीका क्या है जब हम विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वे एक ही पाथवे या अलग पाथवे में काम कर रहे हैं यदि वे अलग अलग पाथवे में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक से अधिक समानांतर पाथवे चल रहे हैं और दोनों समानांतर पाथवे हैं वे एक ही जैविक प्रक्रिया को विनियमित रेगुलेट कर रहे हैं लेकिन यदि वे एक ही पाथवे में काम कर रहे हैं तो आपको स्थापित करना होगा जीन अपस्ट्रीम है जो जीन डाउनस्ट्रीम है A B या B A को रेगुलेट करने वाला है तो कौन सा जीन अपस्ट्रीम है और कौन सा जीन डाउनस्ट्रीम है और आप इसे कैसे स्थापित कर सकते हैं फिर से आनुवंशिक इंटरेक्शन और करने का सामान्य तरीका यह है कि आप अलग अलग म्यूटेंट उच्च ऑर्डर म्यूटेंट कॉम्बिनेटरियल म्यूटेंट डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट बनाते हैं और फिर विश्लेषण करते हैं तो मैं कुछ उदाहरण लूंगा यह पुष्प संक्रमण का एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया मामला है एक निश्चित समय तक पौधा वनस्पति विकास की प्रक्रिया से गुजरता है फिर यह पारगमन का फैसला करता है लेकिन उचित प्रजनन या सफल प्रजनन सुनिश्चित करने के लिए वनस्पति चरण से प्रजनन चरण में परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसलिए इसे कई नियामकों कई मार्गों द्वारा विनियमित किया जाता है और उनमें से कुछ डिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ इंटरडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं यहां क्रॉस टॉक की एक बड़ी संभावना है लेकिन इस क्रॉसस्टॉक को कैसे स्थापित किया गया था उदाहरण के लिए अगर आप यहां देखें कि चार पाथवेज हैं फोटोपेरोड ऑटोनॉमस वर्नालाइज़ेशन और गिबरेलिक एसिड पाथवे और इन सभी मार्गों यह एक बहुत ही सरल तस्वीर है लेकिन ये पाथवेज काफी जटिल हैं और अंततः पुष्प ट्रांजिशन को नियंत्रित करते हैं इसलिए मैं कुछ उदाहरण लूंगा Photoperiod का मतलब है कि एक पौधे को कितनी मात्रा में प्रकाश मिल रहा है उसके आधार पर हम पूरे पौधे को तीन श्रेणी में परिभाषित कर सकते हैं या तो वे लंबे दिन का पौधा छोटे दिन का पौधा या दिन का तटस्थ पौधा तो लंबे समय की स्थिति में क्या होता है एक जीन जो सक्रिय हो रहा है वह CONSTANST है और फिर CONSTANST दो पाथवे को सक्रिय करता है एक है FT और SOC1 और इन दोनों के पास पुष्प ट्रांजिशन को रेगुलेट करने के लिए अपने स्वतंत्र या समानांतर रास्ते हैं इसे कैसे स्थापित करें यदि आप इस उत्परिवर्ती फेनोटाइप को देखते हैं इसलिए यहां ट्रांजिशन होने पर पत्तियों की कुल संख्या को गिना जाता है यदि आपके पास अधिक पत्तियां हैं तो यह पुष्पित होने में देरी है यदि आपके पास कम पत्ती है तो यह पुष्प जल्दी आता है इसलिए यदि आप एक विशिष्ट जंगली प्रकार का पौधा देखते हैं इसलिए इससे पहले कि Wild type पौधे वानस्पतिक चरण से प्रजनन चरण तक पहुंचते हैं जंगली प्रकार के पौधे के पास आमतौर पर लगभग 15 पत्ती होती हैं लेकिन यदि आप इस ft म्यूटेंट को देखते हैं तो वे ट्रांजिशन से पहले लगभग 40 पत्तियां बना रहे हैं जिसका मतलब है कि फूल आने में बहुत ही देरी है लेकिन यदि आप CONSTANST को ओवर एक्सप्रेस करते हैं यदि आप CONSTANST की मात्रा बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं पुष्प जल्दी आ रहे है यहां तक कि 10 से कम पत्तियां बनाई जाती हैं और पौधे पहले ही पुष्पीयकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं तो यह बताता है कि दोनों पुष्पीयकरण के एक्टिवेटर हैं लेकिन अगर आप फ़ुट 10 में CONSTANST का ओवर एक्सप्रेशन लेते हैं तो ft 10 ft म्यूटेंट बैकग्राउंड में CONSTANST पुष्पीयकरण को प्रेरित नहीं कर सकता है जिसका अर्थ है कि CONSTANST महत्वपूर्ण है CONSTANST पुष्पीयकरण को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण है लेकिन यह FT के माध्यम से काम कर रहा है इसलिए यदि आपके पास एफटी नहीं है तो CONSTANST पुष्पीयकरण को सक्रिय करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है कि एक इंटरेक्शन है CONSTANST FT से ऊपर है और यह FT के माध्यम से रेगुलेट कर रहा है यदि आपके पास जंगली प्रकार है तो आपके पास पुष्पीयकरण के समय लगभग 15 पत्तियां हैं लेकिन ft म्यूटेंट देरी से पुष्पीयकरण दिखाते हैं एक अन्य जीन जिसे SOC1 कहा जाता है SOC1भी देरी से पुष्पीयकरण कर रहा है लेकिन यदि आप FT और SOC1 को जोड़ते हैं तो पौधा और अधिक विलंबित पुष्पीयकरण प्रदर्शित करता है इस तरह के फेनोटाइप को एडिटिव फेनोटाइप कहा जाता है तो दोनों म्यूटेंट एडिटिव फेनोटाइप दिखा रहे हैं यह बताता है कि वे दो स्वतंत्र पाथवेज में काम कर रहे हैं तो एफटी इस पाथवे के माध्यम से काम कर रहा है SOC1 इस मार्ग के माध्यम से काम कर रहा है यदि आप केवल FT को म्यूट करते हैं तो एक प्रभाव होता है यदि आप केवल SOC1 को म्यूट करते हैं तो एक प्रभाव होता है लेकिन यदि आप दोनों समानांतर मार्ग को बदलते हैं तो प्रभाव में वृद्धि होती है इसी तरह का एक आनुवांशिक विश्लेषण यहां दिखाया गया है कि AGAMOUS LIKE 17 एक अन्य जीन जो एक अलग मार्ग के माध्यम से काम कर रहा है लेकिन यह भी CONSTANST के नीचे है जैसा कि आप निरंतर उत्परिवर्ती पृष्ठभूमि में देख सकते हैं FT और AGL17 दोनों की अभिव्यक्ति कम हो गई है इसलिए CONSTANST AGL17 को सक्रिय कर रहा है और AGL 17 भी आखिरकार AP1 और LFY को सक्रिय कर रहा है इसलिए विनियमन का अंतिम बिंदु काफी संरक्षित है लेकिन अपस्ट्रीम मार्ग अलग हैं तो इस तरह का आनुवंशिक विश्लेषण मूल रूप से आपको सभी जीनों को एक विशेष मार्ग में रखने की अनुमति देगा एक और महत्वपूर्ण बात आनुवंशिक रिडंडेंसी है कभी कभी अगर एक जीन का परिवार है और एक से अधिक सदस्य हैं तो वे सभी या उनमें से कुछ एक ही कार्य करते हैं जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास एक जीन का म्युटेंट है तो आप एक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देख सकते हैं लेकिन यदि आप एक से अधिक जीनों को म्यूटएट करते हैं तो आप इस प्रभाव को देखना शुरू करते हैं इसे आनुवंशिक रिडंडेंसी कहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप देखते हैं कि यह जंगली प्रकार का पौधा है और यह PLETHORA है PLETHORA AP2 डोमेन है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण वर्ग जो मेरिस्टेम फंक्शन स्टेम सेल मेंटेनेंस के साथ साथ फ़्लॉवरिंग को नियंत्रित करता है लेकिन यहाँ मैं रूट एपिकल मेरिस्टेम में प्रभाव दिखा रहा हूँ यदि आप plethora1 को म्यूट करते हैं तो ये plethora1 के दो अलग अलग म्युटेंट हैं आपको जड़ वृद्धि में कोई महत्वपूर्ण दोष नहीं दिखता है इसी तरह जब आप केवल plethora2 को उत्परिवर्तित करते हैं तो आप एक महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखते हैं यह काफी हद तक जंगली प्रकार के समान होता है लेकिन जब आप डबल म्यूटेंट बनाते हैं जब आप प्लीथोरा 1 और प्लीथोरा 2 दोनों को म्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जड़ की वृद्धि बहुत ही अवरुद्ध है वे बहुत छोटी जड़ बनाते हैं जिसका अर्थ है कि PLETHORA1 और PLETHORA2 दोनों वे जड़ विकास और उनमें से एकल उत्परिवर्ती को विनियमित करने के लिए आनुवंशिक रूप से रिडंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है इसी तरह की चीजें आप यहां देख सकते हैं यहां प्रभाव पार्श्व जड़ पर है इसलिए प्राथमिक रूट विकास सामान्य है और ये ARF हैं ARF AUXIN RESPONSE FACTOR हैं वे भी ट्रांसक्रिप्शन कारक के एक वर्ग हैं लेकिन वे ऑक्सिन मीडिएट सिग्नलिंग मार्ग में काम करते हैं ऑक्सिन प्रतिक्रिया दो कारक यह arf19 है यह arf7 है और यह जंगली प्रकार है इसलिए यदि आप जंगली प्रकार के साथ तुलना करते हैं तो arf19 और arf7 अकेले व पार्श्व मूल विकास पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं आप देख सकते हैं कि प्राथमिक जड़ें विकसित हो चुकी हैं और इन प्राथमिक जड़ों में पार्श्व जड़ों की महत्वपूर्ण संख्या है लेकिन जब आप दोनों को जोड़ते हैं जब आप एक डबल उत्परिवर्ती बनाते हैं जहां arf7 और साथ ही साथ arf19 दोनों बाधित होते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक जड़ों को बहुत अच्छी तरह से उगाया गया है और यह जंगली प्रकार के बराबर है लेकिन इसकी कोई पार्श्व जड़ नहीं है तो इससे यह भी पता चलता है कि औक्सिन रेजोनेंस फैक्टर 7 और 19 अरेबिडोप्सिस में पार्श्विक रूट गठन को विनियमित करने के लिए जेनेटिक रूप से निरर्थक हैं तो इस तरह के आनुवांशिक विश्लेषण आपको एक विशेष विकास पथ के विभिन्न नियामकों के बीच आनुवंशिक संबंध स्थापित करने की अनुमति देगा अगर वे आनुवंशिक रूप से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगला सवाल क्या होगा क्या वे शारीरिक रूप से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं यदि ऐसा है तो उनका अध्ययन कैसे करें प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन का अध्ययन करने के कई तरीके हैं उनमें से कुछ को यहां हाइलाइट किया गया है यह Yeast 2 हाइब्रिड है यह एफिनिटी पुरीफिकेशन आधारित मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है और यह बायमॉलिक्यूलर फ्लोरेसेंस कंप्लीमेंटेशन है ये बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली विधि है Yeast 2 संकर में हम क्या कर रहे हैं आपके पास दोनों जीन एक अलग वेक्टर में क्लोन किए गए हैं एक को bait चारा के साथ फ्यूज करना होगा और एक प्रे शिकार के साथ और अगर दोनों जीन प्रकृति में संवादात्मक हैं तो वे इंटरेक्ट करेंगे और फिर bait और प्रे एक साथ आएंगे और वे संकेत देंगे एफिनिटी पुरीफिकेशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एफिनिटी कॉलम पर आधारित है आप कुछ प्रोटीन नीचे लाते हैं और उस प्रोटीन के साथ बहुत सारे अन्य प्रोटीन आते हैं और फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पहचान करते हैं यह जानने का प्रयत्न करते हैं की अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कौन से जीन परस्पर क्रिया कर रहे हैं सिद्धांत में BiFC Yeast 2 हाइब्रिड के समान है लेकिन यहां पता लगाने की विधि फ्लोरेसेंस आधारित है तो आपके पास एक फ्लोरोसेंट प्रोटीन है जिसमें दो डोमेन हैं अगर ये दो डोमेन एक साथ हैं और केवल तब ही वे फ्लोरेसेंस देंगे तो आप उन्हें अलग से क्लोन करते हैं यहां एक प्रोटीन का उपयोग करते हैं यहां दूसरा प्रोटीन जिसे आप देखना चाहते हैं कि वे इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं यदि ये प्रोटीन परस्पर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वे दोनों डोमेन को एक साथ लाएंगे जब ए और बी डोमेन एक साथ होते हैं तो वे फ्लोरोसेंट सिग्नल देंगे तो आप देख सकते हैं कि वे इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं तो इस प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं उदाहरण के लिए यदि आप AP1 और SEPALLATA3 AP3 PI देखते हैं तो आप अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे की वे बहुत महत्वपूर्ण जीन हैं जो अरेबिडोप्सिस और SEU S E U में पुष्प अंग विकास को रेगुलेट कर रहे हैं यह एक और जीन है जो महत्वपूर्ण है और यहां उनके पास क्या है यह जांचने की कोशिश की गई कि SEU इन ABC जीनों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं और यह Yeast 2 हाइब्रिड द्वारा किया गया है और आप जो देख सकते हैं यह रंग सिग्नल बताएगा कि क्या कोई इंटरैक्शन है अगर कोई रंग नहीं है तो कोई इंटरैक्शन नहीं है इसलिए यदि आप इस ऐसे को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से पा सकते हैं कि SEU केवल AP1 और SEPALLATA3 के साथ बातचीत कर रहा है लेकिन यह AP3 के साथ बातचीत नहीं कर रहा है यह सीधे या फिजिकल रूप से PI के साथ बातचीत नहीं कर रहा है आपने पहचान की है की AP1 और SEP3 C 1 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं आप Yeast 2 हाइब्रिड के माध्यम से भी स्थापित कर सकते हैं कि इंटरैक्शन का डोमेन क्या है तो यह AP1 और SEP3 दोनों MADS डोमेन हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उनके पास एक डोमेन है जिसे MIK डोमेन कहा जाता है और दूसरा डोमेन C टर्मिनल डोमेन है इसलिए यहाँ विशेष रूप से उन्होंने दोनों कारकों के केवल MIK डोमेन और C टर्मिनल डोमेन दोनों कारकों को लिया है और उन्होंने इंटरैक्शन की जाँच की है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि केवल C टर्मिनल डोमेन ही इंटरैक्शन दिखा रहे हैं लेकिन MIK डोमेन इंटरैक्शन नहीं दिखा रहा है जिसका अर्थ है कि आप बता सकते हैं कि AP1 और SEPALLATA 3 अपने C टर्मिनल डोमेन के माध्यम से SEU के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एक और ऐसे यह चावल में एडवांटेजियस जड़ विकास के दौरान एक और दो बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए किया जाता है ERF3 एक AP2 डोमेन है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर है WOX11 एक होमोबॉक्स डोमेन है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर है और दोनों ही रूट रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने अपने टैग के साथ GST टैग और WOX 11 के साथ ERF3 को फ्यूज किया और आप एंटी GST एंटीबॉडी या एंटी His एंटीबॉडी का उपयोग करके नीचे खींच सकते हैं यदि आप पुल डाउन के लिए एंटी जीएसटी का उपयोग कर रहे हैं तो आप एंटी His एंटीबॉडी का उपयोग करके इम्यून ब्लॉटिंग कर सकते हैं तो अगर ERF3 और WOX11 आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यदि आप ERF3 को नीचे खींचते हैं तो आप WOX11 का पता लगा सकते हैं यदि आप WOX11 को नीचे खींचते हैं तो आप ERF3 का पता लगा सकते हैं और यह पता लगाने का इन विट्रो तरीका है और यहां आप देख सकते हैं कि या तो आप एंटी जीएसटी का उपयोग करते हैं या anti His दोनों मामलों में आप बैंड का पता लगा सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन करने का एक और तरीका सह आईपी को इम्यून प्रेसिपिटेशन है यह आप इनविवो कर सकते हैं आप एक ट्रांसजेनिक पौधा बनाते हैं जहां आपके पास पहले से ही एक टैग प्रोटीन होता है इसलिए उदाहरण के लिए यह FLAG टैग है तो आप किसी भी टैग के साथ अपने प्रोटीन को टैग कर सकते हैं और फिर आप टैग के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं और आप पौधे के कुल एक्सट्रैक्ट से पुल डाउन कर सकते हैं और फिर जांच कर सकते हैं अथवा उस जीन के साथ जिसके साथ आप इंटरेक्शन दिखाना चाहते हैं उसके साथ इम्यून ब्लाटिंग कर सकते हैं यह आपकी BiFC पद्धति है और यहां आप देख सकते हैं कि जब दोनों प्रोटीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास पीला संकेत होगा यदि वे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो पीला संकेत नहीं होगा यह स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसके बाद पुल डाउन करने का उदाहरण है मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं यहां क्यों बताना चाहता हूं कि आप वैश्विक स्तर पर इंटरेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं आप एक प्रोटीन टैग कर सकते हैं आप टैग के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग कर सकते हैं आप पुल डाउन कर सकते हैं और फिर आप सभी प्रोटीनों की पहचान करने के लिए वैश्विक स्तर पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से सभी प्रोटीनों की पहचान कर सकते हैं जो एक विशेष प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं फिर दूसरा अध्ययन जो महत्वपूर्ण है वह डीएनए प्रोटीन बातचीत है जैसा कि आप जानते हैं कि विकास के अधिकांश मास्टर रेगुलेटर ट्रांसक्रिप्शन कारक हैं इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बाध्यकारी डोमेन क्या हैं डीएनए तत्व क्या हैं जहां वे बांधते हैं और वे कैसे नियंत्रित करते हैं उनके प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या हैं उनके अप्रत्यक्ष लक्ष्य क्या हैं तो कैसे करें फिर से बहुत सारी तकनीकें उपलब्ध हैं लेकिन उनमें से कुछ पर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ तो इन विट्रो करने के कुछ तरीके हैं यह है फुट प्रिंटिंग इलेक्ट्रोफोरमैटिक मोबिलिटी शिफ्ट एसे और फिर यीस्ट 1 हाइब्रिड इन यीस्ट यीस्ट 1 हाइब्रिड में आप डीएनए का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर पहचान सकते हैं कि वे कौन से प्रोटीन हैं जो उस डीएनए तत्वों से बंधे होते हैं ये दो FRET और SPR इंटरेक्शन का अध्ययन करने के लिए फिजिकल ऐसे हैं और फिर चिप ऐसे क्रोमेटिन इम्यूनोप्रूवेरेशन जिसका कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन का अध्ययन करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है तो यह इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे या जेल शिफ्ट का एक उदाहरण है इस मामले में आप क्या कर सकते हैं आप एक पुटेटिव बाइंडिंग साइट डीएनए तत्व ले सकते हैं जिसे आप एक छोटा प्रोब बना सकते हैं और फिर इस प्रोब को रेडियोधर्मी न्यूक्लियोटाइड के साथ लेबल किया जा सकता है और फिर आप अपने प्रोटीन के साथ मिलाते हैं और क्या होता है कि यदि यह तत्व आपके प्रोटीन के साथ बाध्यकारी है और यदि आप जेल रन करते हैं और बाध्यकारी का पता लगाते हैं तो आप एक बदलाव देख सकते हैं तो अब यह आपका स्वतंत्र प्रोव है यदि आपका स्वतंत्र प्रोब प्रोटीन के साथ बधता है है तो आप हाई मॉलेक्युलर वेट आकार में एक प्रोटीन का पता लगाएंगे तो आप बता सकते हैं कि आपका प्रोटीन मूल रूप से cis तत्व के लिए बाध्यकारी है इसकी पुष्टि करने के लिए आप अपने स्थानिक बंधनकारी साइट को म्यूट कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जब आप इसे बदल रहे हैं तो यह बंधन पूरी तरह से गायब हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई बंधन नहीं है लेकिन यहाँ बंधन है वैश्विक स्तर पर क्रोमेटिन इम्यून प्रेसिपिटेशन किया जा सकता है यहाँ आप मूल रूप से क्या चाहते हैं कि आपके पास एक पुटेटिव बाइंडिंग साइट्स हैं तो आप क्या करते हैं आप अपने प्रोटीन को क्रोमैटिन से बांधने की अनुमति देते हैं यदि आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन कारक है तो वह जाएगा और उसके लक्ष्य से बंधेगा तो आप इसे ठीक कर सकते हैं आप इसे क्रॉस लिंक कर सकते हैं आपका प्रोटीन स्थायी या कोवैलेंटिली डीएनए से बाध्य होगा और फिर आप कुल क्रोमेटिन को निकालते हैं एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनाते हैं और या तो सीधे अपने प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं या आपके पास अपने प्रोटीन से जुड़े कुछ टैग हैं और उन क्रोमैटिन क्षेत्र या उन क्रोमैटिन टुकड़े को जो आपके प्रोटीन से बंधे होते हैं को नीचे खींचें और फिर आप प्रोटीनएस के साथ ट्रीट करते हैं आप अपने प्रोटीन को हटा देंगे अब आपके पास केवल डीएनए फ्रेगमेंट है तो या तो आप उस डीएनए के फ्रेगमेंट को ले लेते हैं और यदि आप जानते हैं कि पुटेटिव बाइंडिंग साइट क्या है जिससे आप एक विशिष्ट प्राइमर को डिजाइन कर सकते हैं और आप PCR qRT PCR या qPCR के माध्यम से प्रवर्धित कर सकते हैं या यदि आप अनुक्रम नहीं जानते हैं तो आप अपने फ्रेगमेंट ले सकते हैं कुछ वैक्टर अनुक्रम में उसको क्लोन करते हैं और पहचानते हैं कि बाध्यकारी स्थल क्या हैं तो ये कुछ उदाहरण हैं अगर आप देखें तो ये AGL24 के पुटेटिव बाइंडिंग साइट हैं जो MADS डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और इसे HA टैग के साथ टैग किया गया है 6HA टैग तो आप HA के खिलाफ एंटीबॉडी का उपयोग करके क्रोमेटिंग इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कर सकते हैं आप यह देखना चाहते हैं कि AGL24 SOC1 प्रमोटर के लिए बाध्यकारी है या नहीं ये SOC1 प्रमोटर में AGL24 के लिए पुटेटिव बाइंडिंग साइट हैं और फिर आप अलग अलग क्षेत्र के लिए आरटी पीसीआर या साधारण जीनोमिक डीएनए पीसीआर द्वारा जांच करते हैं और आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र अधिकतम संवर्धन दिखा रहा है जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र समृद्ध हो रहा है जब आप 24 के लिए क्रोमैटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में बाइंडिंग बहुत अधिक है लेकिन अगर आप इस क्षेत्र को देखते हैं तो बाइंडिंग बहुत कम है इसी तरह का अध्ययन किया गया है जहां चावल में एक और प्रतिलेखन कारक एमएडीएस 1 के प्रत्यक्ष लक्ष्यों का अध्ययन किया गया है यह विश्लेषण यह दिखाने के लिए किया गया है कि MADS1 इन सभी प्रत्यक्ष लक्ष्यों के क्रोमैटिन से सीधे जुड़ा हुआ है यह प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन या डीएनए प्रोटीन इंटरैक्शन का अध्ययन करने का तरीका है और यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिलेखन कारक का मैकेनिज्म क्या है रेगुलेटर और पाथवे के रेगुलेटरी इंटरेक्शन को समझने के लिए जो विकास रेगुलेटर द्वारा विनियमित किया जा रहा है मेटा विश्लेषण या सह अभिव्यक्ति विश्लेषण किया जा सकता है ये सभी डेटा जो पहले से ही प्रकाशित हैं या डेटाबेस में इन सभी डेटाबेस को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और बहुत सारे अभिव्यक्ति विश्लेषण किए जा सकते हैं डेटाबेस में आप केवल अपने जीन की आईडी डाल सकते हैं आप जान सकते हैं कि कौन से जीन हैं जो उस जीन के साथ सह अभिव्यक्त होते हैं यदि वे उस जीन के साथ सह व्यक्त किए जाते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपस में कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखते हैं कि विशेष मेटाबोलिक पथ को जीन से जोड़ने के लिए एक वैश्विक सह अभिव्यक्ति नेटवर्क दृष्टिकोण किया गया है यदि आप सह अभिव्यक्ति को देखते हैं तो आप उन जीनों की पहचान कर सकते हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं या जो समान विकास पथ या समान मेटाबोलिक पथ में कार्य कर रहे हों ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर के लिए यदि आप यह निर्धारित करना चाहते हैं कि तंत्र क्या है कि एक विशेष ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर किसी विशेष विकासात्मक मार्ग को कैसे नियंत्रित कर रहा है तो आपको यह पहचानना होगा कि इस ट्रांसक्रिप्शन फ़ैक्टर द्वारा नियंत्रित जीन क्या हैं और यह आप फिर से जीन स्तर पर कर सकते हैं या आप वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं इस तरह के जीन की पहचान के लिए माइक्रोएरे आरएनए अनुक्रमण जैसी वैश्विक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है यदि आप किसी विशेष ट्रांसक्रिप्शन कारक के जंगली प्रकार के जीन या जीन की वैश्विक अभिव्यक्ति या जीन की कुल अभिव्यक्ति को निर्धारित करते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि वे कौन से जीन हैं जिनके अभिव्यक्ति लेबल को म्यूटेंट में बदल दिया जाता है और फिर आप यह स्थापित कर सकते हैं कि वे विनियमित हो रहे हैं इस प्रकार का अध्ययन हाल ही में PLETHORA जीन द्वारा रेगुलेटेड वैश्विक जीन की पहचान करने के लिए किया गया है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि कई PLETHORA 1 2 3 4 5 6 7 हैं PLETHORA जीन ग्लूकोकार्टोइकोड रिसेप्टर के साथ जुड़े थे यदि आप पिछले व्याख्यान में से एक को याद करते हैं तो मैंने चर्चा की है कि ग्लूकोकार्टोइकोड रिसेप्टर क्या है इस तरह आप साइटोप्लाज्मिक से न्यूक्लियस तक इसके ट्रांसलोकेशन को नियंत्रित करके अपने ट्रांसक्रिप्शन कारक की गतिविधि को नियंत्रित कर सकते हैं और फिर इंडक्शन के बाद माइक्रोएरे प्रदर्शन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से जीन प्रेरित हो रहे हैं या वे कौन से जीन हैं जो दमित हो रहे हैं इसलिए ऐसा करके उन्होंने मूल रूप से उन जीनों की पहचान की है जो दो PLETHORA तीन PLETHORA चार PLETHORA पाँच PLETHORA और सभी छह PLETHORA द्वारा साझा किए गए हैं और उन्होंने यह भी पहचान लिया है कि वे कौन से जीन हैं जो विशेष रूप से या PLETHORA में से किसी एक द्वारा सक्रिय या विशिष्ट रूप से विनियमित हैं या तो एक्टिवेटेड है या रिप्रेस्ड है इस वैश्विक विश्लेषण के माध्यम से सभी सक्रिय जीन को यदि आप यहां देखते हैं तो उन्हें मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में व्यक्त किया जाता है जिसका अर्थ है कि मेरिस्टेम डोमेन में जीन ज्यादातर सक्रिय हो रहे हैं जबकि रिप्रेस्ड जीन ज्यादातर एलॉन्गेशन डोमेन में व्यक्त किए जाते हैं तो इस तरह की अभिव्यक्ति या आनुवंशिक नेटवर्क विश्लेषण करके आप आनुवंशिक विनियमन की भविष्यवाणी कर सकते हैं अरबिडोप्सिस थलियाना में फूल विकास को नियंत्रित करने वाले जीन विनियामक नेटवर्क की वास्तुकला के लिए यहां इसी तरह की चीजें की गई हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि फूलों की शुरुआत वानस्पतिक अवस्था से प्रजनन चरण तक होती है और फिर एक बार यह संक्रमण हो जाने के बाद पुष्प मेरिस्टेम विभिन्न विकासात्मक अवस्था से गुजरता है और विभिन्न विकासात्मक अवस्था या प्रतिलेखन कारकों को लक्षित करता है और फिर यदि आप इन सभी डेटा को लेते हैं और सह अभिव्यक्ति विश्लेषण करते हैं तो आप नियामकों के बीच एक नियामक संबंध स्थापित कर सकते हैं और आप उन जीनों की पहचान कर सकते हैं जो आमतौर पर विनियमित होते हैं या जिन जीनों को विशेष रूप से किसी विशेष नियामक द्वारा विनियमित किया जाता है यदि आप पहचानना चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कारक का डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम लक्ष्य क्या है तो यह एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है जिसे एक ट्रांसक्रिप्शन कारक के साथ बहुत सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है जो कि MADS1 है मैंने पहले ही बताया है कि MADS1 चावल में पुष्प अंग विकास या फूल विकास का एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर है और यदि आप MADS को म्यूट करते हैं तो आपके पास एक उचित फूल विकास नहीं होगा और ये पौधे स्टेरॉयल हैं इससे बीज नहीं बनेंगे फिर उस स्थिति में यदि आप इस जीन का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही विशेष कंस्ट्रक्ट करना होगा यहां MADS1 के खिलाफ MADS1 कृत्रिम माइक्रो आरएनए विकसित किया गया है और फिर उसी समय MADS1 डेल्टा जीआर कंस्ट्रक्ट प्रदान किया गया था तो क्या होगा यह कृत्रिम माइक्रो आरएनए जाएगा और साइलेंट करेगा और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह MADS1 के डेल्टा जीआर फ्यूजन संस्करण को साइलेंस नहीं करेगा यह केवल एंडोजीनस जीन को साइलेंट कर देगा और फिर यह डेल्टा जीआर MADS1 को यदि आप डेक्सामेथासोन के साथ प्रेरित करते हैं तो यह जाकर फेनोटाइप्स को कॉन्प्लीमेंट पूरक करेगा तो आपके पास पौधा होगा जैसा कि आप देख सकते हैं यह जंगली प्रकार है जब आप डेल्टा के साथ पूरक नहीं होते हैं जीआर फ्लोरेट्स इस तरह के होते हैं लेकिन जब हम डेक्सामेथासोन प्रेरण के बाद डेल्टा जीआर के साथ पूरक होते हैं तो फूल बहुत सामान्य होते हैं यदि आप इन पंक्तियों को लेते हैं और मौक नकली स्थिति में हैं यदि आप डेक्सामेथासोन के साथ ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या होगा यह एक डाउन रेगुलेशन है क्योंकि MADS1 को इस जीन द्वारा रेगुलेट किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या होता है कि ये जीन एक्सप्रेशन ऊपर जा रहा है और यह जीन एक्सप्रेशन डाउन हो रहा है इसलिए जब MADS1 डाउन रेगुलेटेड 34 इंस्पायर्ड है 55 डाउन है जिसका अर्थ है कि MADS1 34 का नकारात्मक नियामक है और MADS55 का सकारात्मक नियामक है लेकिन जब आप डेक्सामेथासोन के साथ प्रेरित करते हैं तो लक्ष्य की प्रेरित अभिव्यक्ति या दमित अभिव्यक्ति सामान्य पर वापस आ रही है लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सामाइड की उपस्थिति में ऐसा करते हैं तो cycloheximide एक प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक है यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा यह केवल प्रत्यक्ष लक्ष्य को सक्रिय करेगा अप्रत्यक्ष लक्ष्य सक्रिय नहीं होगा और यदि यह प्रत्यक्ष लक्ष्य है तो आप प्रभाव को देखेंगे यदि यह प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं है तो आप प्रभाव को नहीं देखेंगे जब आप cyclohexamide की उपस्थिति में डालते हैं तो यह नीचे जा रहा है यह वह प्रभाव है जो बताता है कि इन जीनों को सीधे MADS1 द्वारा विनियमित किया जाता है और इस दृष्टिकोण का उपयोग चिप अनुक्रमण के साथ संयोजन में किया गया है तो मूल रूप से ChIP अनुक्रमण क्रोमेटिन इम्यून प्रेसिपिटेशन के समान है उन जीनों की पहचान करें और अनुक्रमण या ChIP अनुक्रमण के लिए उपयोग करें इस अध्ययन के माध्यम से तीन महत्वपूर्ण जीनों की पहचान की गई है जिन्हें MADS1 द्वारा सीधे विनियमित किया जाता है और फिर आप उनके विनियामक नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं और पहचान सकते हैं हम यहां रुकेंगे और अगली कक्षा में हम पौधों के विकास के अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे